हम अनिसोट्रोपिक इचिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि कैसे KOH अनिसोट्रोपिक रूप से सिलिकॉन को इच कर सकता है अब आज हम 1 नए रसायन के बारे में बात करेंगे जो टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड या TMAH है और TMAH सिलिकॉन को अनिसोट्रोपिक रूप से भी इचस है इसका मतलब है सभी दिशाओं में इचिंग दर समान नहीं है अब जैसा कि आप अब तक समझ चुके हैं इचिंग दर सिलिकॉन पर निर्भर करती है समय देखें 0111 या आप किस दिशा में इचिंग कर रहे हैं तो उस रसायन को बदलने से जो गुण नहीं बदलता है इसका मतलब है कि 1 0 0 में मध्यम प्रकार की इचिंग दर होगी 1 1 0 में उच्चतम इचिंग दर होगी और 1 1 1 में सबसे कम इचिंग दर होगी लेकिन उन दिशाओं में इचिंग दर की तरह इचिंग निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के रसायनों के साथ बदल जाएगी तो सबसे पहले TMAH का उपयोग करने के क्या फायदे हैं पहली बात यह है कि यह बहुत कम विषैला होता है जैसे KOH TMAH की तुलना में अधिक विषैला होता है फिर यह KOH की तुलना में ऑक्साइड और नाइट्राइड के लिए अत्यधिक चयनात्मक है इसका मतलब है जैसे कि अगर हम तुलना करते हैं कि KOH और TMAH के संदर्भ में 1 मिनट में कितना ऑक्साइड ऐचेड किया जाता है तो TMAH में इचिंग की दर ऑक्साइड की इचिंग की तरह कम होगी तो ये हमें उच्च चयनात्मकता प्रदान करते हैं इसका मतलब है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऑक्साइड वास्तव में मास्किंग लेयर के रूप में उपयोग किए जाते हैं इसलिए जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी अगर हमें 10 माइक्रोन सिलिकॉन इच करना है और उस समय में अगर हमें इच करने की जरूरत है मान ले 30 मिनट के लिए और उस समय तक अगर SiO2 को मान ले 100 नैनो मीटर तक ऐचेड करना है तो हमें कम से कम 100 नैनो मीटर SiO2 की आवश्यकता होती है अन्यथा मास्किंग परत ऐचेड हो जाएगी जबकि TMAH के लिए यह इचिंग दर और भी कम है इसलिए यदि हम TMAH इचिंग का उपयोग करते हैं तो हम मास्किंग परत की और भी कम मोटाई का उपयोग कर सकते हैं सिलिकॉन में सिलिकॉन के लिए इचिंग की दर बहुत अधिक है जैसे KOH की तुलना में या उससे भी अधिक और फिर चौथा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है जो CMOS प्रोसेसिंग के साथ कम्पेटिबल है इसका मतलब है जैसे कि आज हम जो भी माइक्रो इलेक्ट्रॉन सेंसर का उपयोग करते हैं सभी CMOS सर्किटरी पर आधारित हैं इसके लिए सभी प्रक्रियाएं CMOS उपकरणों के साथ वास्तव में CMOS प्रक्रियाओं के अनुकूल नहीं हैं लेकिन TMAH CMOS डिवाइस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता है या यह सेमीकंडक्टर की गतिशीलता को नहीं बदल सकता है तो यह CMOS प्रोसेसिंग के अनुकूल है अब जहां हम सिलिकॉन ईच दर की तुलना TMAH एकाग्रता के साथ कर रहे हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे ही हम TMAH एकाग्रता बढ़ाते हैं सिलिकॉन ईच दर कम हो जाती है और यह इस तरह से जाता है जैसे अलग अलग तापमान पर यह ग्राफ खींचे जाते हैं तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर अन्य दो तापमानों की तुलना में ईच दर सबसे कम है तो एक और बिंदु जो आप इस ग्राफ से नोट कर सकते हैं जैसे जैसे जैसे हम तापमान बढ़ा रहे हैं इचिंग की दर ऊँची और ऊँची होती जा रही है जबकि जैसे जैसे हम एकाग्रता बढ़ा रहे हैं ईच दर कम और कम होती जा रही है और यह लगभग 11 से लगभग 04 तक नीचे चली जाती है इसलिए यह लगभग 50 प्रतिशत या उससे अधिक कम हो जाता है जबकि हम TMAH एकाग्रता को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर रहे हैं तो ये तापमान और एकाग्रता दोनों TMAH इचिंग के लिए नियंत्रण पैरामीटर की तरह हैं हम उपयुक्त तापमान और एकाग्रता का चयन कर सकते हैं और तदनुसार ईच दर का चयन कर सकते हैं या ईच दर चुन सकते हैं अमोनियम फॉस्फेट अमोनियम फॉस्फेट जोड़ने से हमें TMAH इचिंग पर एक और नियंत्रण मिलता है यदि हम TMAH सलूशन में १० प्रतिशत अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इचिंग दर वास्तव में बढ़ जाती है तो अमोनियम फॉस्फेट के बिना ईच दर कम है जैसा कि आप सभी तापमानों के लिए इस ग्राफ से देख सकते हैं अमोनियम फॉस्फेट के बिना TMAH इचिंग के लिए ईच दर ७० ८० और ९० सभी तापमानों के लिए कम है जबकि जैसे जैसे हम अमोनियम फॉस्फेट जोड़ते हैं हमें उच्च ईच दर मिल रही है और यह स्मूथ सतह भी देता है जो कई डिवाइस एप्लिकेशन के लिए एक आवश्यकता भी है क्योंकि उसके ऊपर हम धातु इलेक्ट्रोड या किसी अन्य प्रकार के संपर्क जैसी नई सामग्री जमा करते हैं और यदि हमारे पास एक स्मूथ सतह है तो संपर्क बेहतर होगा तो अमोनियम फॉस्फेट जोड़ने से हमें उस दृष्टिकोण से भी फायदा होता है तो अब ये TMAH इचिंग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं सबसे पहले अनिसोट्रॉपी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि १११ प्लेन से १०० के प्लेन की चयनात्मकता १ १० से १ ३५ तक की हो सकती है इसका मतलब है कि जब तक 111 प्लेन का 1 नैनोमीटर इचिंग किया जाएगा तब तक 100 प्लेन 10 नैनोमीटर से 35 नैनोमीटर तक इचिंग हो जाएंगे और यह निर्भर करता है जैसे कि यह 10 नैनोमीटर होगा या 35 नैनोमीटर जो TMAH एकाग्रता तापमान इचंट मापदंडों पर निर्भर करता है लेकिन अनिसोट्रॉपी हमेशा रहेगी तो 111 के लिए इचिंग दर 100 प्लेन से बहुत कम होगी अगला महत्वपूर्ण बिंदु है चयनात्मकता और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ऑक्साइड के खिलाफ चयनात्मकता 1000 से अधिक है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हमें 1 माइक्रोन सिलिकॉन इच करने की आवश्यकता होती है तब तक केवल 1 नैनोमीटर सिलिकॉन डाइऑक्साइड को TMAH के साथ ऐचेड जाएगा तो यह सिलिकॉन परत की रक्षा कर सकता है कि जो भी कारण हो हमें रक्षा करने की आवश्यकता है हम इसे बचाने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड परत का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह ऑक्साइड के खिलाफ बहुत अच्छी चयनात्मकता थी फिर KOH के समान भी अगर हम बोरॉन के साथ सिलिकॉन को डोप करते हैं तो हमारे पास बहुत अधिक चयनात्मकता है जैसे 100 से 1 है तो बोरॉन डोप्ड सिलिकॉन एक सिलिकॉन है जिसे 100 नैनोमीटर तक ऐचेड जाएगा बोरॉन डोप्ड सिलिकॉन को केवल 1 नैनोमीटर तक ऐचेड जाएगा तो यह हमारे आवश्यक डिजाइन के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों को डोपिंग करके विभिन्न प्रकार के पैटर्न प्राप्त करने का एक और तरीका है अंतिम चीज एल्युमिनियम पैस्सिवेशन है इसलिए कुछ मामलों में हमें यह चाहिए कि इचिंग के बाद उस इचिंग क्षेत्र को निष्क्रिय या संरक्षित किया जाएगा यदि हम TMAH में कुछ मात्रा में सिलिकिक एसिड मिलाते हैं तो हम उस क्षेत्र में एल्युमीनियम पैस्सिवेशन प्राप्त कर सकते हैं जहां यह इचिंग होता है अब अगर हम KOH EDP और TMAH की तुलना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि KOH सरल इचंट है और आप इसका उपयोग तब कर सकते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल न हो क्योंकि वास्तव में K आयन के सिलिकॉन में प्रवेश करने और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की चालकता को बदलने की संभावना है तो मान लीजिए कि हम कुछ प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना रहे हैं और वहां हमें एक विशेष ट्रांजिस्टर की आवश्यकता है हमें विशिष्ट गतिशीलता वाले सेमीकंडक्टर के ट्रांजिस्टर की आवश्यकता है तो उस स्थिति में यदि हम KOH इचिंग का उपयोग करते हैं तो एक संभावना है कि KOH जैसे K आयन सेमीकंडक्टर परत या सिलिकॉन परत की चालकता को बदल सकता है इसलिए उन मामलों में आपको KOH का उपयोग नहीं करना चाहिए और हमें एक मोटी मास्क परत की आवश्यकता है क्योंकि जैसा कि हम कह रहे थे कि KOH इच SiO2 भी संदर्भ समय 0921 सिलिकॉन जितना आक्रामक नहीं है लेकिन TMAH की तुलना में इसमें बहुत उच्च इचिंग दर तो हमें मोटी मास्किंग परत की आवश्यकता थी और KOH के लिए भी हमें बहुत अच्छी अनिसोट्रॉपी मिलती है अगला इचंट है EDP जिस पर हमने इस पाठ्यक्रम में चर्चा नहीं की है हमें P ईचस्टॉप का उपयोग करना चाहिए क्योंकि P एचस्टॉप के संबंध में EDP की बहुत अच्छी चयनात्मकता है लेकिन नकारात्मक बिंदु यह है कि यह अत्यधिक विषैला है जबकि TMAH विषाक्त नहीं है और यह CMOS के साथ अत्यधिक संगत है और इसमें KOH के सभी अच्छे बिंदु भी हैं और आप इसका उपयोग CMOS तकनीक बनाते समय भी कर सकते हैं अब KOH इचिंग का दूसरा पहलू है उत्तल कोना है अब हम इन डिज़ाइन की सहायता से समझाएंगे तो जैसे कि यह वह डिज़ाइन है जिसे हमें इच करने की आवश्यकता है और यह शीर्ष सफेद भाग जो भी आप यहाँ देख सकते हैं ये हैं डिजाइन है और यह मास्किंग परत है और आखिरकार हम इस गुलाबी परत को इचिंग कर रहे हैं जैसे कि सिलिकॉन है अब जैसा कि आप वहां देख सकते हैं ये क्षेत्र सुरक्षित हैं तो इस क्षेत्र में हम इचिंग नहीं करेंगे जो कि सफेद परत के ठीक नीचे है यहाँ इचिंग नहीं होगा और यह सभी खुले क्षेत्र बहुत आसानी से इचिंग हो जाएंगे तो अंततः आपको इस गुलाबी परत पर सिलिकॉन में उसी तरह का पैटर्न देखना चाहिए यह सफेद क्षेत्र किसी प्रकार का पॉलीमर हो सकता है जिसका उपयोग मास्किंग परत या SiO2 के रूप में किया जाता है तो इस उत्तल कोनों की गोलाई डिजाइन के अनुसार नहीं होनी चाहिए लेकिन क्या होता है इसे देखो जैसे कि इस कोना वास्तव पर दोनों दिशाओं से हमला होता है जैसे कि इस दिशा के साथ साथ इस दिशा में जैसा कि हमने KOH इचिंग के लिए देखा है कि हमें इस तरह की प्रोफ़ाइल मिलती है क्या यह कोण ५४ डिग्री ५४७ डिग्री है और फिर यह प्लेन १११ प्लेन है अब यह दोनों जैसे इन दोनों फेस में 111 प्लेन होंगे लेकिन इस 111 प्लेन पर इस दिशा से आसानी से हमला हो सकता है और साथ ही यह 111 प्लेन या स्लोप पर आसानी से इस दिशा से हमला किया जा सकता है तो इस कारण से यह उत्तल कोना और भी आसानी से इचिंग हो जाएगा तो यह उत्तल कोना और भी आसानी से ऐचेड जाएगा और इसलिए हमें ऐसा कुछ मिलेगा जहां वास्तविक सतह कुछ इस तरह से ऐचेड हो जाती है अवतल कोने के मामले में 111 प्लेन वास्तव में सुरक्षात्मक प्लेन वास्तव में यहां जुड़ते हैं या विलीन होते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है कि सामग्री वास्तव में इस दिशा से हमला कर सकती है क्योंकि इस दिशा में वास्तव में यह 111 प्लेन है इसलिए उत्तल कोनों की तुलना में अवतल कोनों को आक्रामक तरीके से ऐचेड नहीं किया गया है अब इस उत्तल कोने की इचिंग को रोकने के लिए अलग अलग तरीके हैं पहली विधि यह है कि हम 30 प्रतिशत टेरटिअरी ब्यूटेनॉल जोड़ सकते हैं पहली विधि यह है कि हम 30 प्रतिशत KOH सलूशन में 30 प्रतिशत टेरटिअरी ब्यूटेनॉल सलूशन या IPA जोड़ सकते हैं तो ये उत्तल कोने पर इचिंग की दर को कम कर देंगे और दूसरा तरीका यह है कि इचिंग हमारे डिज़ाइन के अनुसार मास्क को संशोधित करेगी तो जिसकी चर्चा हम आगे की स्लाइड में कुछ इस तरह करेंगे इसलिए तकनीकी रूप से हमें इस तरह के मास्क की जरूरत है अब जैसा कि आपने उत्तल कोना देखा है उत्तल कोना इचिंग के कारण यह इस तरह का हो जाएगा अब हम क्या कर सकते हैं हम इस अतिरिक्त भाग को यहाँ जोड़ने के लिए अपने डिज़ाइन को संशोधित कर सकते हैं अब इस अतिरिक्त भाग को जोड़कर हमने क्या किया है अब कोई उत्तल कोना मौजूद नहीं है यहां कोई उत्तल कोना नहीं है केवल यहां कुछ अवतल कोना है जो उसके कारण प्रभावित नहीं होगा और यह अतिरिक्त क्षेत्र भी ऐसा है कि यह इचिंग के अधीन हो जाएगा और जब तक पूरी इचिंग की जाती है तब तक इसे हटाया जा सकता है तो इस डायमेंशन को भी हमें ध्यान में रखना होगा इसलिए जब तक हमारी वांछित गहराई इचिंग हो रही है तब तक यह क्षेत्र भी इचिंग हो जाए तो अंतत इचिंग के बाद का डिज़ाइन बिना किसी उत्तल कोने के इस तरह आना चाहिए और यह क्षेत्र भी अंडर इचिंग के कारण नहीं होंगे और उस उद्देश्य के लिए कोने के बीम की चौड़ाई चौकोर पैटर्न की मोटाई से लगभग दोगुनी होनी चाहिए और वास्तव में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कार्यक्रम हैं जो कर सकते हैं अगर हम अपने डिजाइन को इनपुट करते हैं तो उसी के अनुसार यह मास्क बनाता या संशोधित करता है ताकि उत्तल कोने की इचिंग न हो यह वास्तव में दो बार क्यों होना चाहिए क्योंकि मान लीजिए कि इस परत की मोटाई जिसे हम वास्तव में इच चाहते हैं वह लगभग 1 माइक्रोन है इसलिए जब तक हम इचिंग करेंगे तब तक यह 1 माइक्रोन से वर्टीकल दिशा में चला जाएगा अब इस 1 माइक्रोन में यह पार्श्व रूप से भी इच करने की की कोशिश करेगा इस दिशा के साथ साथ इस दिशा से भी यह 1 माइक्रोन इच करेगी तो अगर यह दोनों तरफ है अगर यह 1 माइक्रोन आ रहा है तो अगर चौड़ाई लगभग 2 माइक्रोन है तो केवल जब तक यह 1 माइक्रोन वर्टिकल रूप से इच करता है तब तक यह क्षैतिज रूप से 2 माइक्रोन इच करता है तो यह पूरा क्षेत्र ऐचेड हो जाएगा और उत्तल कोना भी नहीं होगा नुकीला कोना होगा अंत में मैं इन दो पैटर्नों को दिखाने जा रहा हूँ जो अनिसोट्रोपिक वेट इचिंग का उपयोग करके बनाए गए हैं और वहां आप इस कैंटिलीवर को देखते हैं और यह एक वास्तविक सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैंटिलीवर की SEM छवि या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप छवि है जिसे KOH इचिंग द्वारा बनाया गया था क्योंकि सिलिकॉन ऐचेड हो गया लेकिन SiO2 ऐचेड नहीं हुआ तो तदनुसार SiO2 एक मुक्त खड़े बीम के रूप में रहता है और यह खोखला क्षेत्र है जिसे आप देख सकते हैं आप परिवर्तन के निचले हिस्से में कैंटिलीवर की छाया देख सकते हैं और इस कैंटिलीवर की लंबाई लगभग 65 माइक्रोन है और इस 15 माइक्रोन की मोटाई लगभग 500 नैनोमीटर है तो यह KOH इचिंग द्वारा किया गया था और अगला उदाहरण AFM टिप का है और AFM टिप उसी तरह से ऐचेड की गई है जैसे की यह मुखौटा और नीचे सिलिकॉन है अब सभी किनारों पर सिलिकॉन ऐचेड हो जाएगा और 111 प्लेन खुल जाएंगे अब क्योंकि यह १ उत्तल इचिंग के कारण उत्तल कोने से भी ऐचेड हो रहा है तो ४११ प्लेन चित्र में आता है जैसे ४११ प्लेन खुल जाते हैं और उसके कारण यह देखते हैं कि यह क्षेत्र यदि यह मास्क है तो बीच का भाग अंत में ऐचेड हो जाएगा क्योंकि इचंट को इसके संपर्क में आने में वक्त लगेगा और पार्श्व क्षेत्र तेजी से ऐचेड हो जाएंगे तो यह अंततः एक पिरामिड आकार की तरह बन जाएगा क्योंकि शीर्ष क्षेत्र पहले ऐचेड होगा तो अधिकांश क्षेत्र के लिए इचिंग की दर शुरू में ऊपर से ऐचेड हो जाएगी और फिर जैसे ही यह खुलती है यह नीचे जाती है और फिर नीचे से भी इच करती है और जब तक यह हमारी वांछित गहराई तक पहुँचती है तब तक इसका शीर्ष भाग लगभग होता है केंद्रीय बिंदु पर पहुंच जाता है तो आपको एक शार्प टिप मिलती है जिसका उपयोग परमाणु बल माइक्रोस्कोपी के लिए किया जाता है तो यह दोनों संरचनाएं सीईएनएससी आईआईएससी बैंगलोर में प्रो के एन भट Prof K N Bhat द्वारा बनाई गई थीं और इसके साथ ही हम इस क्लास के लिए रुकेंगे और अगली बार हम लिथोग्राफी पर चर्चा करेंगे